हम क्लॉक ट्री डिज़ाइन पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं अगर आपको याद हो हमने अपने आखिरी व्याख्यान के दौरान क्लॉक के पेड़ को डिजाइन करने के लिए एच ट्री और एक्स ट्री दृष्टिकोण के बारे में बात की थी ये दोनों दृष्टिकोण मूल रूप से एक 4 सरणी ट्री संरचना को डिजाइन कर रहे थे प्रत्येक नोड हर चरण में 4 अन्य नोड्स से जुड़ा था इसलिए टर्मिनल पॉइंट या सिंक की संख्या 4 की पावर के रूप में 4 16 64 256 प्रकार से बढ़ी ये 2 विधियां मूल रूप से क्लॉक टर्मिनलों के सटीक स्थान पर विचार नहीं करती थीं यह स्वतंत्र रूप से ट्री का डिज़ाइन या निर्माण करता है और चिप की सतह पर सिंक स्थान का एक नियमित सरणी बनाता है लेकिन जिन एल्गोरिदम के बारे में हम अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं वे एक अलग दृष्टिकोण लेते हैं वे वास्तविक क्लॉक टर्मिनल बिंदुओं के स्थानों को अनदेखा नहीं करते हैं वे इसके बजाय क्या करते हैं आइए हम देखें कि हमें वास्तविक क्लॉक टर्मिनल बिंदु या सिंक भेजने के लिए क्लॉक की आवश्यकता कहां है अब इस संबंध में आइए हम व्यवस्थित रूप से एक पेड़ बनाने की कोशिश करें तो यह पेड़ एच की तरह दिखते हैं एक्स की तरह नहीं दिख सकते हैं लेकिन यह एक पेड़ होगा इसलिए यह उन तरीकों के पीछे मूल विचार है जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे इस बारे में हम जिस पहली विधि की बात करते हैं उसे माध्य और मध्यस्थों या MMM की विधि कहा जाता है यहां पहली समानता यह है कि यह एक रणनीति का पालन करती है जो एच ट्री एल्गोरिदम के समान है यहां रणनीति का अर्थ है कि यह सिंक स्थानों को संभाल सके क्योंकि एच ट्री में भी जैसा कि हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर चलते हैं आपको 4 की शक्ति के रूप में बढ़िया से बढ़िया स्थानों के बिंदु मिल रहे हैं जहां कभी भी आपको स्त्रोत होने के लिए क्लॉक पिन की आवश्यकता होती है तो आप पेड़ को वांछित स्तर तक बना सकते हैं आपको एक बिंदु मिलेगा जो वास्तविक प्लेटफ़ॉर्म बिंदु के बहुत करीब है तो इस विधि को संक्षेप में MMM कहा जाता है मूल विचार यह है कि आप माध्यिका की गणना करें और क्रमिक अर्थ करें जिस तरह से मध्यस्थों और साधनों की गणना की जाती है आइए हम यह समझाने की कोशिश करुंगा कि आप माध्यिका की गणना कैसे कर रहे हैं आइए हम एक बहुत विशिष्ट उदाहरण देखें जो मैं इसके साथ स्पष्ट करूंगा तो आइए विचार करें कि मेरे पास बिंदुओं का एक समूह है इसलिए इन बिंदुओं में से प्रत्येक में ग्रिड जैसी संरचना पर कुछ निर्देशांक होंगे यदि आप विचार करें तो मैं निर्देशांक को नोट कर रहा हूं 2 2 2 7 4 3 4 5 6 4 7 7 10 2 9 5 तो आप इनमें से प्रत्येक बिंदु को देखते हैं कुछ x निर्देशांक और y निर्देशांक हैं यदि आप देखते हैं कि आपके पास अंकों का समूह है या संख्याओं का समूह है तो हम कहें कि मेरे पास मदों का एक सेट है इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं एक मध्यस्थ ले रहा हूं तो मध्यस्थ की परिभाषा क्या है मध्यस्थ का अर्थ है कि बाईं ओर तत्वों की संख्या और दाईं ओर तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए तो यहाँ भी हम उस तरह की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं तो x निर्देशांक के संबंध में मैं मध्यस्थ की गणना कर सकता हूं और y निर्देशांक के संबंध में मध्यस्थ की गणना कर सकता हूं अगर आप x निर्देशांक 2 2 4 4 को देखते हैं मैं अभी नीचे x निर्देशांक 2 2 4 4 6 7 9 10 लिख रहा हूं इसलिए मैं उन्हें उनके x निर्देशांक द्वारा क्रमबद्ध लिख रहा हूं तो पहले 4 को मैं पहले विभाजन में रख सकता हूं बाकि बचे हुए को दूसरे भाग में अगर x के संबंध में मैं माध्य की गणना करता हूं तो मध्य बिंदु यह होगा इसी तरह यदि आप उनके y निर्देशांक के अनुसार क्रमबद्ध करते हैं तो तो पहले यह २ होंगे फिर दूसरे 2 3 4 और 5 5 7 7 होंगे और यहां अगर आप दोबारा मध्य बिंदु पर काटते हैं तो 2 2 3 4 1 में होंगे इसीलिए यदि आप मध्यस्थ की गणना वर्टिकली करना चाहते हैं तो यह कुछ ऐसा होगा इसलिए यदि आप माध्यक की गणना x या y के संबंध में करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप बिंदुओं के एक सेट को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं तो माध्य की गणना के पीछे आवश्यक विचार यह है तो यह पहला चरण है जो कि समान आकार के 2 सबसेट में टर्मिनलों का सेट है फिर पूरे सेट के द्रव्यमान के केंद्र को विभाजित सबसेट के द्रव्यमान के केंद्र से कनेक्ट करें आइए हम इसका भी उदाहरण दें तो पहला भाग औसत है अगला भाग माध्य है मान लीजिए कि मैंने विभाजन किया है यह लाल विभाजन में है आइए इस विभाजन पर विचार करें तो मेरे बाईं ओर 4 अंक हैं दाईं ओर 4 अंक हैं औसत लें जो आप 4 x निर्देशांक लेते हैं 2 2 4 4 2 2 4 4 जो औसत है वह 3 6 7 9 10 है तो औसत क्या है औसत 8 है इसलिए आपका 3 8 औसत होगा तो 3 10 हो सकता है तो इसी तरह y निर्देशांक 2 3 5 7 को देखें तो 5 10 17 को 4 लगभग 4 यह x है यह y औसत है और दाईं ओर 4 2 6 11 18 तो यह मान लीजिये लगभग 5 है 4 के बीच इसलिए 3 4 और 8 5 माध्य है तो 3 1 2 3 4 यह 3 4 8 5 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 है तो विचार इस प्रकार है इसलिए माध्यिका की गणना करने के बाद आप इसे 2 सबसेट में विभाजित करते हैं फिर प्रत्येक सबसेट में आप औसत निकलते हैं और फिर पॉइंट्स के सम्बन्ध में आप उसका द्रव्यमान या गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का पता लगाने के लिए आप लगभग x और y का औसत निकालते हैं फिर आप इन 2 केंद्रों को एक सीधी रेखा से जोड़ते हैं और आप पुनरावृत्ति करते चले जाते हैं तो फिर से बाएं उपसमूह को आप 2 भागों में विभाजित करते हैं दाएं सबसेट को आप 2 भागों में विभाजित करते हैं इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप क्रमिक रूप से माध्य और मंझला की गणना कर रहे हैं पहले मंझला फिर माध्य फिर से मंझला और माध्य इसीलिए इस विधि को माध्य और मध्यमा की विधि कहा जाता है इसलिए जो कुछ मैंने अभी उदाहरण के साथ यहाँ समझाया है तो हम अंक को उनके x निर्देशांक द्वारा क्रमबद्ध करते हैं मान लीजिए कि हम माध्य को लेकर चलना चाहते हैं या माध्य की गणना x के संबंध में करना चाहते हैं यदि P x औसत है तो Px के बाईं ओर के सभी बिंदु एक बाएं सबसेट P left P L पर असाइन किए गए हैं दाईं ओर के सभी बिंदु एक दाएं सबसेट P R पर असाइन किए गए है फिर इनमें से प्रत्येक के लिए हम गणना करते हैं क्योंकि मैंने माध्य दिखाया था और उन्हें कनेक्ट किया था और आप पुनरावर्ती करते हैं पहले आप एक ऊर्ध्वाधर विभाजन करते हैं फिर एक क्षैतिज और फिर ऊर्ध्वाधर और इस तरह आप इसके माध्यम से जाते हैं इस प्रक्रिया को मैं एक उदाहरण की मदद से समझाऊंगा अब बस अपने एच ट्री और एक्स ट्री एल्गोरिदम की तरह हम रुकावटों को अनदेखा करते हैं हम यह नहीं मानते हैं कि उस परत पर बाधाएं हैं जिस पर क्लॉक के पेड़ को बाहर रखा गया था और क्योंकि हम सटीक बिंदुओं का उपयोग कर रहे हैं जहां आपको क्लॉक को कोने के रूप में फीड करने की आवश्यकता होती है तो मेरा क्लॉक का पेड़ एच पेड़ से अलग दिखेगा यह आयताकार नहीं होगा कुछ किनारों को धीमा कर दिया जाएगा अंक कहीं भी हो सकते हैं नियमित रूप से दूरी की आवश्यकता नहीं है तो इसमें से प्रत्येक आप गैर आयताकार तारों कटे हुए तारों को उन्हें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बनाकर परिवर्तित कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो यह एक वैकल्पिक कदम है आवश्यक नहीं है यदि आप एक ही परत में पूरी चीज बिछा रहे हैं आइए एक उदाहरण की मदद से देखते हैं मैंने संख्यात्मक रूप से एक उदाहरण पर काम किया है यहां मैं इसे आरेखीय रूप से दिखा रहा हूं कि क्या होता है जैसे की मैंने बात की थी 16 पॉइंट्स होते हैं तो x दिशा के साथ आप x माध्य की गणना करते हैं तो लाल बिंदु आपका एक्स मंझला है आप एक्स माध्यियन की गणना करते हैं लाल बिंदु x माध्यिका है तो आप क्या करते हैं आप लंबवत रूप से एक विभाजन करते हैं x को x माध्य के सम्बन्ध में विभाजित करते हैं आपको इसे आज़माना होगा तो बाएं से 8 अंक होंगे दाएं से 8 अंक आप बाएं और दाएं सबसेट के लिए प्रक्रिया को दोहराते हैं लेकिन अब x के साथ नहीं बल्कि y के साथ तो इस उदाहरण की तरह अगर आप देखते हैं तो अब बाएं उपसमुच्चय पर आपके पास 4 अंक हैं आप y द्वारा इस बात को दोहराते हैं इसलिए 7 5 3 2 इसलिए अब यदि आप विभाजन करते हैं तो 2 3 1 में होगा और 5 7 अन्य में होगा तो इस तरह एक विभाजन होगा इसी तरह इस तरफ 2 4 5 7 विभाजन इस तरह होगा इसलिए इस उदाहरण में भी यही होगा मैं वहां काम कर रहा हूं तो आप बाएं और दाएं के लिए द्रव्यमान के केंद्र की गणना करते हैं लेकिन अब y के संबंध में y माध्यिका के साथ तो यह हो सकता है कि यह आपका y मंझला हो और यह आपका y माध्य एक ही ऊर्ध्वाधर स्तर पर न हो आप इन मध्यस्थों को इन 2 के मध्य के संबंध में जोड़ते हैं फिर आप इस और इस का विभाजन करते हैं और पुनरावृत्ति जारी रखते हैं और मैं आपको अंतिम समाधान दिखा रहा हूं इसलिए यदि आप इसे फिर से दोहराते हैं तो इसे इस तरह से करें फिर इसे इस तरह से करें 4 और कदमचरण और आप इसे प्राप्त कर लेंगे प्रत्येक उपसमुच्चय में एक एकल बिंदु शामिल होगा और वे सभी कुछ चाप से जुड़े होंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आर्क या किनारे जो बिंदुओं को जोड़ रहे हैं वे केवल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नहीं हैं वे मनमाने ढंग से और इन आकृतियों और आकारों के हो सकते हैं लेकिन जब आप अंत में उन्हें परिवर्तित करते हैं तो हो सकता है कि आप उन्हें बाद में खंड क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में बदल सकते हैं लेकिन शुरू में आपको यह मिला है तो आपको क्या मिला है तो आपको शुरुआती अंक दिए गए हैं आपको एक पेड़ एम्बेडिंग मिला है जो सुनिश्चित करेगा कि सभी बाजुओं की लंबाई आकार में समान है क्योंकि जिस तरह से आप माध्य और मध्यस्थों की गणना कर रहे हैं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपके प्रत्येक पेड़ के खंड की लंबाई सबसे निचले स्तर से शुरू होती है यदि आपको लगता है कि आप एक पेड़ बनाते हैं जैसे कि 2 आकार समान हैं और एक उच्च स्तर के पेड़ को संयोजित करने के लिए 2 पेड़ों का उपयोग करें फिर से 2 पक्ष समान हैं जो उसी तरह से हैं जैसे आप दोहरा रहे हैं और यह मूल रूप से टॉप डाउन अप्रोच है समग्र समस्या से शुरू करके आप उन्हें विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें विभाजित करें तब तक विभाजन पर जाएं जब तक कि प्रत्येक विभाजन में एक ही बिंदु न हो और जब आपको वो मिले तो आपने पहले से ही पेड़ को प्राप्त कर लिया है तो हमारे पास एक वैकल्पिक तरीका है जो बहुत समान है लेकिन यह बॉटम अप फैशन का अनुसरण करता है इस MMM के विपरीत जो टॉप डाउन अप्रोच है यहां हम एक मिलान की अवधारणा का उपयोग करते हैं तो मिलान एक अवधारणा है जो ग्राफ़ सिद्धांत से आता है तो चलिए पहले आपको समझाते हैं कि एक मिलान क्या है तो आप परिभाषा से परिचित नहीं हैं मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है 8 कोने हैं वे कुछ किनारों से जुड़े हुए हैं इसलिए हम एक मिलान नामक चीज़ को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं मिलान कुछ भी नहीं है लेकिन किनारों का एक सेट है फिर कुछ आवश्यकताएं हैं आपकी पहली आवश्यकता यह है कि आपको किनारों के एक सेट का चयन करना होगा जिसमे कि सभी कोने शामिल हैं और दूसरी बात कोई भी वर्टेक्स एक से अधिक बार शामिल नहीं है तो इस उदाहरण के लिए एक बहुत अलग तरह के मिलान हो सकते हैं हम कहते हैं कि एक संभावित मिलान हो सकता है आप इस बढ़त को लेते हैं आप इस बढ़त को लेते हैं आप इस एज को लेते हैं फिर आप इस एज को लेते हैं तो आप कुछ अन्य मिलान की भी कोशिश कर सकते हैं जैसे एक और मिलान हो सकता है आप इस एज को लेते हैं आप इस एज को लेते हैं फिर आप इस एज को लेते हैं इसलिए कई मिलान हो सकते हैं जो संभव हैं इस मामले में मैंने 2 संभावित मैच दिखाए हैं तो एक मिलान किनारों से बना था 1 2 7 8 5 6 और 3 4 लाल द्वारा चिह्नित और दूसरे को हरे रंग से चिह्नित किया गया था हम कहते हैं कि एक और मिलान 2 3 1 8 6 7 4 5 तो ऐसे कई मिलान हो सकते हैं अब यहां आप क्या कर रहे हैं सबसे निचले स्तर पर हमारे पास अंकों का एक सेट है ये क्लॉक टर्मिनल हैं हम अपने मिलान का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए कुल योग किनारों में से कुछ न्यूनतम है आप माध्य और मध्यस्थों की पद्धति में देखते हैं हम शीर्ष सभी बिंदुओं से शुरू कर रहे हैं जो उन्हें उत्तरोत्तर विभाजित कर रहे हैं हम समाधान पर पहुंच रहे हैं लेकिन अब हम रिवर्स दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम सभी बिंदुओं के साथ शुरू कर रहे हैं हम एक मिलान का अर्थ ढूंढ रहे हैं हम 2 अंक 2 2 को जोड़ रहे हैं इस तरह कि तारों की कुल लंबाई न्यूनतम है इसलिए सभी संभावित मिलानों के बीच हमें एक मिलान मिल रहा है जो न्यूनतम आकार का है फिर इन मिलानों में से प्रत्येक के लिए हमने उदाहरण के लिए पता लगाया है यदि मैं लाल को लेता हूं तो मान लीजिए कि आपने लाल को ले लिया है लेकिन इनमें से प्रत्येक मिलान अच्छी तरह से मध्य बिंदुओं का पता लगाता है तो अब मूल 8 कोने भूल जाते हैं अब ये मेरे नए कोने हैं आइए हम इसे v 1 2 कहते हैं आइए इसे 7 8 कहते हैं ये मेरे 4 कोने 5 6 और 3 4 हैं आप इन 4 पर प्रक्रिया को दोहराते हैं इसलिए इन 4 पर आप फिर से प्रक्रिया को दोहराते हैं इन 2 कोनों को मर्ज करते हैं और आप अब फिर से किसी प्रकार के मिलान की गणना करते हैं तो एक मिलान इस और इसके बीच हो सकता है और दूसरा मिलान इसके और इस के बीच हो सकता है तो आप कोनों को इसी तरह से जोड़ते हैं इसलिए इस प्रक्रिया को मैं एक उदाहरण के साथ दिखाऊंगा तो यह स्पष्ट होगा लेकिन अब हम देखते हैं आप स्लाइड पर वापस आए और देखें कि यहां क्या लिखा गया है जैसा कि मैंने सचित्र किया है इसलिए हम N सिंक के न्यूनतम लागत मिलान का पुनरावर्ती निर्धारण करते हैं और आप मान रहे हैं कि N एक सम है जिसका अर्थ है कि आप N का एक सेट 2 पंक्ति खंडों से ढूंढ रहे हैं जो N समापन बिंदु से मेल खाते हैं आप देखें कि मैंने जो उदाहरण लिया था उसका एक ग्राफ था हम किनारों के सबसेट ले जा रहे हैं लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक बिंदु है मैं मान रहा हूं कि हर जोड़ी के बीच एक धार है तो हर कनेक्शन संभव है उसमें से मुझे सबसे छोटी विधि सही लग रही है इसलिए हम N को 2 लाइन सेगमेंट द्वारा खोज रहे हैं जो सभी N एंडपॉइंट को कवर करता है और प्रत्येक मिलान के बाद जैसा कि मैंने दिखाया है हम एक मध्य बिंदु का पता लगा रहे हैं जिसे कभी कभी टैपिंग पॉइंट कहा जाता है ताकि 0 स्क्यू संरक्षित किया जा सके तो ये N 2 टैपिंग पॉइंट द्वारा अगले चरण में इनपुट बनाएंगे तो आइए हम इस पर फिर से काम करते हैं यहां हम उसी उदाहरण पर विचार करते हैं 16 अंकों का एक सेट है इसलिए हम MMM एल्गोरिथ्म जैसे विभाजन के साथ शुरू करने के बजाय हम सबसे छोटे मिलान का पता लगाकर शुरू करते हैं मान लीजिए कि हमने पाया सबसे छोटा मिलान यह है यह मेल है इसलिए मैं उन्हें इसी किनारों से जोड़ रहा हूं अब आपके द्वारा लाल रंग के रूप में दिखाई गई प्रत्येक रेखा के मिलान के बाद हम टैपिंग पॉइंट्स का पता लगाते हैं तो टैपिंग पॉइंट को इन रेड सर्किट के रूप में दिखाया गया है तुम दोहराते चले जाते हो इन 4 और 4 8 टैपिंग पॉइंट्स के लिए फिर से एक मिलान का पता लगाएं मान लीजिए मेरा मिलान अब यह है सबसे छोटा मिलान तो फिर से इन 4 किनारों के लिए मध्य बिंदु या टैपिंग पॉइंट का पता लगाएं तो फिर से एक मिलान करें इसे दोहराएं तो आपको अंत में एक समाधान मिलेगा जो इस तरह दिखता है तो आप अंतिम चीज को देखते हैं जो आपको एक पेड़ की तरह दिखता है एक किनारे की तरह दिखता है लेकिन यह एक बहुत ही नियमित किनारा नहीं है एक तिरछा किनारा है किनारे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नहीं हैं लेकिन आमतौर पर इस समस्या के लिए यह बॉटम अप दृष्टिकोण टॉप बॉटम दृष्टिकोण की तुलना में बेहतर परिणाम देता है बेशक कुछ उदाहरण हो सकते हैं जहां यह MMM विधि परिणाम देगी जो इस टॉप बॉटम बॉटम अप से बेहतर है तो दोनों काम करते हैं और ये सामान्य मामले में एच ट्री दृष्टिकोण से बेहतर हैं जहाँ आप सीधे सिंक पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर से मैं 2 स्टेप राउटिंग के लिए दोहरा रहा हूँ जहाँ आपके पास नीचे की तरफ एक ग्रिड जैसा ढांचा है और ऊपर एक नियमित क्लॉक ट्री है तो आप H H टाइप रूटिंग सीधे कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टर्मिनल पॉइंट हैं जो नियमित रूप से स्तिथ होते हैं आइए हम 0 स्क्यू क्लॉक राउटिंग के बारे में बात करते हैं लेकिन हम यहाँ विस्तार में नहीं जा रहे हैं हम बाद में उस समय इस पर वापस आएँगे जब हम देरी शोर और सर्किट के अनुमान को देखेंगे तो मूल सिद्धांत यह है कि यहां हम तारों की ज्यामितीय लंबाई पर विचार नहीं कर रहे हैं इसलिए हम वास्तव में केवल लंबाई ही नहीं बल्कि RC देरी का भी आकलन कर रहे हैं एक किनारे के साथ विलंब इसके लिए आनुपातिक है लंबाई है लेकिन एक मार्ग के साथ इसे पुनरावर्ती रूप से परिभाषित किया जा सकता है इसलिए यहां मैं आपको कुछ सरल गणना दिखा रहा हूं कि यह कैसे किया जाता है तो मूल सिद्धांत बॉटम अप दृष्टिकोण की तरह है RGM दृष्टिकोण वही है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी लेकिन अंतर केवल यह है कि टैपिंग पॉइंट्स के निर्धारण में है इसलिए जब आप टैपिंग पॉइंट निर्धारित करते हैं तो हम मध्य बिंदु नहीं पाते हैं लेकिन हम किसी प्रकार के यथार्थवादी विलंब मॉडल का उपयोग करते हैं यह एलमोर विलंब मॉडल सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले देरी मॉडल में से एक है जो काफी यथार्थवादी देरी देता है लेकिन यह भी एक ही समय में बहुत अधिक खपत का उपभोग नहीं करता है तो हम इस एलमोर देरी मॉडल का उपयोग टैपिंग पॉइंट्स को खोजने के लिए करते हैं और कभी कभी आपको उप पेड़ों के बीच देरी का मिलान करने के लिए तार बढ़ाव के लिए स्नेकिंग का उपयोग करना पड़ सकता है क्योंकि एलमोर देरी मॉडल आप पा सकते हैं कि एक भाग दूसरे की तुलना में बहुत तेज है इसे धीमा करने के लिए आपको उन्हें समान बनाने के लिए अधिक लंबा करना पड़ सकता है इसलिए सिद्धांत बॉटम अप के समान है इसमें कोई अंतर नहीं है लेकिन केवल अंतर टैपिंग बिंदु के चयन में है बाकी समान है इसका मतलब है आपके पास 2 उप पेड़ हैं उनके बीच एक संबंध है आप टैपिंग पॉइंट का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें से एक की लंबाई z है और दूसरा 1 z है तो इन पंक्तियों में से प्रत्येक आप प्रतिरोध और कैपेसिटेंस के संदर्भ में मॉडलिंग कर रहे हैं और यह एलमोर विलंब मॉडल एक ऐसा तरीका है जिसके उपयोग से आप एक वास्तविक अनुमान लगा सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि z की कितनी वैल्यू पे ये दोनों देरीया समान होंगी आप तदनुसार टैपिंग पॉइंट का चयन करें तो आइए हम इस एलमोर विलंब मॉडल को देखते हैं मैं सरल उदाहरण की मदद से दिखाता हूं मान लीजिए कि मेरे पास एक संचरण लाइन है जहां प्रतिरोध और कैपेसिटेंस को वितरित के रूप में दिखाया गया है R C1 R2 C2 R2 C3 इस तरह इसलिए एलमोर मॉडल के अनुसार देरी का अनुमान निम्नानुसार लगाया जा सकता है कि C1 स्रोत से है C केवल R1 की देरी है लेकिन C2 C R1 प्लस R2 की देरी है R1 प्लस R2 प्लस R3 के कारण C3 में देरी होगी तो यह एक पुनरावर्ती सूत्रीकरण जैसा है जैसे कि R1 C1 R1 प्लस R2 C2 की तरह है और अंत में R1 R2 RN सभी को एक साथ CN द्वारा गुणा किया जाता है तो RC सीढ़ी के लिए यह है तो एक सामान्य CMOS सर्किट के लिए इसलिए किसी भी ट्रांजिस्टर पर आप एक प्रतिरोध के रूप में मॉडल कर सकते हैं और कुछ पुल्ल अप और पुल्ल डाउन नेटवर्क की सहायता से आप RC RC RC तरह की सीढ़ी के रूप में मॉडल कर सकते हैं और वहां आप एक बहुत सटीक विलंब का अनुमान लगा सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी परत चल रही है कुछ मेटल लेयर पॉलीसिलिकॉन लेयर डिफ्यूजन लेयर आपके पास संबंधित प्रतिरोध और कैपेसिटेंस का अनुमान हो सकता है हम इस पर बाद में आने वाले हैं लेकिन अभी के लिए बस यह मान लेना है कि R और C और एलमोर देरी मॉडल का अनुमान लगाने के तरीके हैं यह एक बहुत ही सटीक तरीका है जिससे इसका यथोचित अनुमान लगाया जा सकता है और इसका उपयोग करके आप टैपिंग पॉइंट खोज सकते हैं तो यह सिर्फ एक आरेख है जिसे कि एलमोर विलंब मॉडल का उपयोग करके दिखाया गया है तो एक 0 स्क्यू क्लॉक नेटवर्क एक विशिष्ट उदाहरण के लिए कैसा दिखता है आप देखते हैं कि किनारों पर बहुत अधिक परेशानी है इसलिए जब आप विविधता की उपस्थिति में क्लॉक के पेड़ को बफ़र करने की बात करते हैं तो आपको कई अनुकूलन कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है जैसे उनमें से कुछ मैंने पहले ही बात की थी ज्यामितीय क्लॉक का पेड़ प्रारंभिक बफरिंग सम्मिलन बफर का आकार बफर में से कुछ को आपको आकार में छोटे बड़े तारों की चौड़ाई और स्नैकिंग करने पड़ सकते हैं आपको रास्ते में एक चक्कर लगाकर तार की लंबाई बढ़ानी पड़ सकती है तो प्रक्रिया में बदलाव होंगे इसलिए यदि आप भिन्नता के प्रभाव को मॉडल कर सकते हैं तो आप एक क्लॉक राउटिंग समाधान के साथ आ सकते हैं जो आपको कुल स्क्यू यहां तक कि इस तरह के बदलावों की उपस्थिति के लिए बाध्य करेगा तो हम जल्दी से 2 केस स्टडीज पर नजर डालते हैं जहां क्लॉक के पेड़ को माइक्रोप्रोसेसरों में से कुछ के लिए IBM की तरह डिजाइन किया गया था उन्होंने क्या किया उन्होंने पूरे चिप क्षेत्र को 16 से 64 क्षेत्रों में विभाजित किया इन्हें सेक्टर कहा जाता था तो उन्होंने एक शीर्ष स्तर एच ट्री का निर्माण किया ड्राइव यह एक 2 स्तर या 3 स्तर एच ट्री है जो 16 से 64 सेक्टर बफ़र्स के सेट को ड्राइव करेगा तो सेक्टर बफर का लीफ आपको सेक्टरों में से एक में ले जाएगा और प्रत्येक सेक्टर में आपके पास कनेक्ट करने के लिए बहुत सी क्लॉक चीजें हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से संभाला जाता है इसलिए ये सेक्टर बफ़र प्रत्येक सेक्टर को संभाल रहे हैं इसे ट्यूनेबल ट्री कहा जाता है इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक ट्यूनेबल ट्री है जहां तार की लंबाई और पेड़ों के आकार को ट्यून किया जाता है तो उस देरी को बराबर किया जाता है और ये ट्यूनेबल ट्री एक ग्रिड चलाते हैं वह ग्रिड पूरे चिप को क्लॉक के पेड़ का संकेत प्रदान करेगा जैसे मैंने कहा है कि यह 2 स्तर का दृष्टिकोण है तो उच्च स्तर नेटवर्क में एक एच पेड़ जो कम विलंबता प्रदान करता है कम बिजली क्षेत्र अनुकूलित है वैश्विक स्क्यू भी बहुत अच्छा है निचले स्तर में एक ग्रिड होता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था एक नियमित ग्रिड का लाभ यह है कि आप क्लॉक सिग्नल को कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि ग्रिड हर जगह उपलब्ध है और यह बहुत बेहतर स्थानीय स्क्यू भी सुनिश्चित करता है क्योंकि ग्रिड इस तरह की एक नियमित संरचना है इसलिए जब आपके पास ग्रिड के आर पार ग्रिड संरचना को चलाने वाले कई बिंदु हैं तो स्क्यू अंतर भी बहुत कम है यह स्क्यू उस अर्थ में अच्छा है तो कुछ अन्य अनुकूलन जो भी किया जाता है जैसे कि हम धातु परतों का उपयोग करते है और मैं इनमें विस्तार में नहीं जा रहा हूँ मुझे एक ही लाइन के बजाय कुछ महत्वपूर्ण तारों का सामना करना पड़ा जो कि 8 समानांतर तारों को इस तरह से बिछाया गया तांकि देरी कम हो और इसी तरह आगे चलते गए एक अन्य मामले के अध्ययन पर नज़र डालते हैं डिजिटल कारपोरेशन का अल्फा 21264 प्रोसेसर तो वहां हमने एक समान स्तर के 2 विन्यास का उपयोग किया एक पेड़ जिसके बाद एक ग्रिड था इसलिए वैश्विक जाल में हम इसे GCLK कहते हैं तो यहाँ फिर से वे 16 क्लॉक बफ़र्स ड्राइव करने के लिए एक एच ट्री या एक्स ट्री का उपयोग करते हैं और यह क्लॉक बफ़र्स एक वैश्विक क्लॉक जाल चलाते हैं तो IBM और अल्फा दृष्टिकोण के बीच मूल दृष्टिकोण समान हैं यह नाटकीय रूप से इस तरह दिखाया गया है तो एक पेड़ की संरचना है 16 बफर ड्राइव करें 16 बफ़र्स को इस संकीर्ण आयत द्वारा दिखाया गया है और इस बफ़र में से प्रत्येक वे एक ग्रिड चलाते हैं इसलिए यह ग्रिड उस क्षेत्र के लिए स्थानीय होगा इसलिए एक बार जब आपके पास यह ग्रिड होता है तो ग्रिड से आप क्लॉक के बिंदुओं या टैपिंग पॉइंट्स को अपनी इच्छित चिप में कहीं भी ले जा सकते हैं इसलिए इसके साथ हम क्लॉक ट्री रूटिंग पर एक चर्चा के अंत में आते हैं हमारे अगले व्याख्यान में हम पावर और ग्राउंड रूटिंग के बारे में बात करेंगे